और यदि आप अंतिम अभिव्यक्ति में ध्यान देते हैं तो हमने वास्तव में इस 4 pi r में से प्रत्येक के लिए प्रतिस्थापित किया है कि वास्तव में यह r 1 r 2 आदि के लिए अलग अलग है ऐसा होना चाहिए था लेकिन चूंकि यह एम्पलीटूड हिस्सा है जिसे हमने सभी के लिए रखा है हमने फार फील्ड के फार्मूले को रखा है कि सभी ri एक ही हैं इसीलिए यहाँ ri है लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं किया है यहाँ हमने सटीक स्थिति दी है तो अब हम कह सकते हैं कि यदि आप इसे देखें तो यह पूरी बात एक एलिमेंट् प्रतिरूप है तो क्या मैं यह दावा कर सकता हूं कि यह एलिमेंट् पैटर्न है क्योंकि आप देखते हैं कि यह ऐसा ही है इसलिए एलिमेंट् पैटर्न और यह अरे पैटर्न है इसलिए यह पैटर्न मल्टिप्लिकेशन का सिद्धांत है तो सामान्य तौर पर भी यह मान्य है केवल 2 के लिए या केवल सिमेट्रिक चीज़ के लिए नहीं कोई N एलिमेंट् अरे को आप हमेशा इस चीज़ में तोड़ सकते हैं और आम तौर पर इस छोटे से एक को हमने f और इसे अरे फैक्टर कहा है हम आम तौर पर इसे Fq f के रूप में लिखते हैं क्योंकि यहाँ इस कोण के बीच भी theta phi मौजूद है तो अब अरे एंटीना का अध्ययन मूल रूप से इस अरे फैक्टर का अध्ययन है तो मैं अरे फैक्टर Fq f को i इक्वल टू 1 टू N Ci e की पावर j अल्फा यानि कि पावर j k0 ar डॉट ri के बराबर लिख सकता हूं अब रेडिएशन पैटर्न इन के परिमाण का स्क्वायर होगा और डाइरेक्टिविटी मैं यहां लिख सकता हूं पूरे अरे एंटीना की डाइरेक्टिविटी को Fqf स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन डाइरेक्टिविटी खोजने पर हम देखेंगे कि अरे फैक्टर के मामले में डाइरेक्टिविटी होगी और यह कारक की गणना कैसे करें पहले से ही हमें पता है तो कुल डाइरेक्टिविटी यह होगी लेकिन हमेशा अरे फैक्टर से डाइरेक्टिविटी खोजना इतना आसान नहीं है हम कुछ सरल मामलों को देखेंगे जहां हम इनका पता लगा सकते हैं लेकिन N परिणाम में स्पष्ट रूप से डाइरेक्टिविटी बढ़ जाती हैइसलिए अरे के कारण विशेष दिशाओं में डाइरेक्टिव प्रकृति देने के लिए अर्रेस का उपयोग किया जाता है और आम तौर पर 10 15 dB वृद्धि में डाइरेक्टिविटी कार्य सरल व्यावहारिक अर्रेस के साथ किया जा सकता है अब यहाँ मुझे एक बात बताने की आवश्यकता है कि इन सभी मामलों में हमने मान लिया है कि सभी एलिमेंट्स के लिए ये f q f समान हैं यदि आप इस वेव ग्राफ को देखते हैं कि ये सभी एंटीना समान हैं इसलिए f q f समान है अब पैटर्न मल्टिप्लिकेशन मानता है कि हर कोई समान है लेकिन यथार्थवादी और व्यावहारिक मामलों में यह सच नहीं है क्योंकि अगर आपके पास अब एक अरे एंटीना है वे वास्तव में एक साथ बहुत निकट हैं तो हम बाद में साबित करेंगे कि अरे एंटीना को एक से कम वेवलेंथ रिक्ति की आवश्यकता है अब सभी अरे एंटीना के बीच मजबूत म्यूच्यूअल कपलिंग होगी इसलिए अगर मेरे पास बड़े अरे हैं तो केंद्रीय एलिमेंट् और दूर के एलिमेंट् या चरम किनारों वाले एलिमेंट् उनके पैटर्न म्यूच्यूअल कपलिंग के कारण समान नहीं हैं अब यह पैटर्न मल्टिप्लिकेशन में उपेक्षित है इसलिए यदि एक वास्तविक मूल्यांकन में म्यूच्यूअल कपलिंग अगर ध्यान में नहीं रखा जाता है तो पूरी गणना अरेहो जाती है तो पैटर्न मल्टिप्लिकेशन सरलीकृत है लेकिन आपके स्तर पर या स्नातक स्तर पर लेकिन अनुसंधान स्तर या वास्तविक मूल्यांकन में उस म्यूच्यूअल कपलिंग कारक को पता करने के तरीके हैं अब यहाँ के बाद हम केवल अरे फैक्टर का अध्ययन करेंगे और हम पहले प्रकार के अरे से एकसमान रैखिक अरे के साथ शुरू करेंगे अब अरे 2 प्रकार एकसमान या असमान है अब असमान का मतलब यह नहीं है कि अरे एलिमेंट् असमान हैं हमेशा अरे सिद्धांत में सभी एलिमेंट् समान हैं लेकिन यूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे का अर्थ है कि सभी एलिमेंट्स के बीच अंतर समान है तो रिक्ति एक समान है यह समरूप अरे रैखिक है जिसका अर्थ है कि सभी अरे एलिमेंट् एक रेखा के साथ रखे गए हैं तो आप यह देख सकते हैं कि मैं यहां फिर से कह सकता हूं आप देख सकते हैं कि यह डाइपोल है लेकिन यह कुछ भी हो सकता है यहां सामान्यता की हानि के बिना हमने यह डाइपोल माना है लेकिन यह मोनोपोल हो सकता था यह हॉर्न एंटीना हो सकता था ओपन एंडेड वेवगाइड एंटीना आदि अब यह देखने के लिए कि एलिमेंट्स को x एक्सिस लाइन के साथ रखा गया है और N प्लस 1 ऐसे एलिमेंट् हैं क्योंकि पहला वाला 012 से N तक जाता है तो यह अवलोकन बिंदु यहाँ P है और फिर से यह दूरी r है तो यह psi एक सॉलिड एंगल है तो अवलोकन बिंदु का अवलोकन बिंदु का त्रिज्या वेक्टर अरे एक्सिस के साथ एक psi कोण बनाता है यह एक मानक शब्दावली पालन है तो अरे एक्सिस x है और उस से psi कोण पर अवलोकन बिंदु है ar इकाई वेक्टर एलिमेंट् है और यहां हम कहते हैं कि प्रत्येक एंटीना समान निरंतर एम्पलीटूड के साथ उत्साहित है और क्योंकि हमने डाइपोल ग्रहण किया है अब हम कह सकते हैं कि एम्पलीटूड उत्तेजना करंट I नॉट है लेकिन एक प्रगतिशील चरण बदलाव के साथ प्रगतिशील चरण अल्फा d है तो मैं कह सकता हूं कि n वें एलिमेंट् की चरण पारी जो n अल्फा d होगी तो मैं लिख सकता हूं कि अरे फैक्टर I0 n 0 से N e की पावर j n अल्फा d प्लस j k0 n d cos psi के बराबर होगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी पिछली अभिव्यक्ति k0 ar डॉट ri थी तो इस मामले में ar dot ri का मान क्या है जो ax और ri के बराबर है या आप कह सकते हैं कि rn n d ax में होगा तो ar डॉट rn n d cos psi के बराबर है और n d के बराबर है क्या मैं sin theta cos phi लिख सकता हूं तो मैं ये डाल सकता हूं और यह क्या है यह एक ज्यामितीय श्रृंखला है इसलिए एक ज्यामितीय श्रृंखला अगर मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं कि यह वही ज्यामितीय अनुपात है मान लें कि मेरे पास सिग्मा है तो 1 माइनस ओमेगा क्या है क्योंकि मेरे पास n माइनस 1 है तो इसी तरह मैं यहां Fqf लिख सकता हूं I0 माइनस e की पावर j N प्लस 1 अल्फा प्लस k0 cos psi d बाय 1 माइनस e की पावर j अल्फा प्लस k0 cos phi d तो फिर से चाल आप जानते हैं कि आप इनमें से आधे को लेते हैं तो एक सामान्य e की पावर j n प्लस 1 बाय 2 अल्फा प्लस k0 cos psi d लें और यहाँ आप e की पावर j अल्फा प्लस e की पावर j अल्फा प्लस k0 cos psi d बाय 2 लेते हैं तो आप इसे e की पावर माइनस j N प्लस 1 बाय 2 अल्फा प्लस k0 cos psi d माइनस e की पावर प्लस l N प्लस 1 से 2 अल्फा प्लस k0 कॉस piआई d द्वारा विभाजित करके पावर माइनस j पर लिख सकते हैं प्लस k0 cos psi d माइनस e to power प्लस j अल्फा प्लस k0 cos psi d जो कि बहुत सरल है तो यह I0 e की पावर j N बाय 2 अल्फा प्लस k0 cos psi d sin N प्लस 1 बाय 2 अल्फा प्लस k0 cos psi d बाय sin Alpha प्लस k0 cos है तो यह अरे फैक्टर है और यह फील्ड एक्सप्रेशन भी है तो अरे फ़ील्ड पैटर्न F क्या होगा मैं आसानी से I0 लिख सकता हूं यह एम्पलीटूड जाएगा और यह sin N प्लस 1बाय 2 के अलावा कुछ भी नहीं है अब बड़े भावों को देखकर घबराएं नहीं ये सरल अभिव्यक्ति होते हैं बड़े दिखने के कारण हम इसे सरल बनाने के लिए कदम उठाएंगे ताकि यह प्रबंधनीय हो जाए वे कौन से चरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं कि हम सिर्फ 2 चीजों को मानेंगे हम 2 नए वेरिएबल्स पेश करेंगे एक है u जो k0 d cos phi के बराबर है और यू नॉट जो अल्फा d के बराबर है Refer slide time 1653 तो वही F जहां theta phi अब यू के संदर्भ में है यह अब u का एक फ़ंक्शन है और ये I0 sine बन जाते हैं इसलिए अगर मैं U प्लेन में इन फ़ंक्शन को प्लॉट करता हूं तो इसका मतलब है कि x एक्सिस u है और यह परिमाण कुछ ऐसा है तो आप देखते हैं कि मैन लोब में एक अधिकतम मूल्य है फिर साइड लोब्स उत्तरोत्तर कम हो रहे हैं और यह देखा कि यह परिमाण सभी सकारात्मक हैं तो यह कुछ sinc फ़ंक्शन की तरह है लेकिन केवल अंतर यह है कि यह एक पीरियाडिक फ़ंक्शन है sinc एक पीरियाडिक फ़ंक्शन नहीं है तो यह है कि आप यह कह सकते हैं कि यह हमारे सामान्य sinc के समान है यह sin u बाय u है लेकिन यहां यह sin u प्लस 1बाय 2 u बाय sin u है तो यह एक अलग फ़ंक्शन है यह अरे एंटीना अध्ययन का दिल है इसे अरे फ़ंक्शन कहा जाता है अब यहाँ आप देखेंगे कि हमने u बनाम प्लॉट किया है लेकिन हम देखेंगे कि यू के सभी मान भौतिक मूल्य नहीं हैं क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीक एक बिंदु पर आती है जहाँ u माइनस u0 के बराबर है तो पीक यह नहीं है कि u0 के बराबर है पीक है जहाँ u माइनस u0 के बराबर है यदि आप u0 को 0 बनाते हैं तो पीक u बराबर 0 पर आती है अबu0 क्या है और प्रगतिशील चरण बदलाव पर निर्भर है इसलिए यदि मैं एक प्रगतिशील चरण बदलाव नहीं देता हूं जो हमने देखा है कि हम इसे ब्रोडसाइड मामलों में करते हैं तो मुख्य बीम इस बिंदु पर आएगा लेकिन अन्यथा यह माइनस u0 पर है और हम यह क्या है पता लगा सकते हैं कि मैं बाद में समझाऊंगा कि ये दृश्यमान स्थान क्यों हैं और इन सभी चीजों को कहा जाता है क्योंकि वे महत्वपूर्ण चीजें हैं और आप उस पर ध्यान दे सकते हैं हमारे पास सामान्य एंटीना बिम्विदथ से थोड़ा अलग बिम्विदथ परिभाषा है एंटीना बिम्विदथ में हमारे पास आम तौर पर 3 dB या कुछ बिम्विदथ हैं यहां हम बिम्विदथ परिभाषा को नल से नल लेते हैं जो कि एकमात्र अंतर है उस समय हमने यह भी कहा है कि नल से नल को आमतौर पर एक अरे एंटीना में लिया जा सकता है हम नल से नल बिम्विदथ लेते हैं और मैन लोब क्या हैं इसलिए जब भी हम u प्लस u0 बाय 2 करते हैं तो m pi के बराबर आप u plus u0 बाय 2 को देखते हैं यदि यह m pi हो जाता है तो मुझे एक मैन लोब मिल सकती है क्योंकि वास्तव में यह उस समय का विलक्षण मामला है जो 0 बाय 0 मामला है और यह इस बिंदु के वास्तविक अधिकतम में से किसी से भी अधिक है तो u प्लस u से m pi जहां m कोई पूर्णांक है इसलिए अब आप पहला मुख्य लोब u प्लस u0 बाय 2 पर पा सकते हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहला मुख्य लोब का अर्थ है कि u माइनस u0 बराबर है और उस F मेजर लोब का अधिकतम मूल्य क्या है यहां L हॉस्पिटल नियम लागू कर हमें डिफ्रेंटिएट करना होगा तो आप ऐसा करते हैं और आप पाएंगे कि यह I0 N प्लस 1 बाय 1 होगा जो कि I0 N प्लस 1 होगा तो मूल रूप से मैन लोब मैक्सिमा में मौलिक एंटीना से सभी रेडिएटेड फ़ील्ड्स को चरण में जोड़ा जाता है तो उस बिंदु पर सभी को चरण में जोड़ा जाता है अब हम साइड लोब पर आते हैं जब साइड लोब हम घटित करेंगे जो साइड लोब की शर्त क्या है sin का अंश अधिकतम या 1 होना चाहिए और भाजक 1 नहीं है तभी हमें साइड लोब मिलेगा तो उस शर्त को रखें जिसका अर्थ है कि एक साइड लोब मैक्सिमा की स्थिति है कि N प्लस 1 u प्लस u0 बाय 2 प्लस माइनस 2 m प्लस 1 pi बाय 2 के बराबर है और मुझे मैन लोब कंडीशन को बाहर करना होगा तो अब आप देख सकते हैं कि साइड लोब का अधिकतम एम्पलीटूड भिन्न होगा जैसा कि ग्राफ में भी देखा जा सकता है आप देखते हैं कि एम्पलीटूड भिन्न होता है हम निकटतम 1 पा सकते हैं निकटतम 1 होगामैं F माइनर लोब पहला मैक्सिमा लिख सकता हूं जो I0 पर होगा तो पहला m 0 नहीं है इसलिए पहला मान जो ले सकता है वह है 3 यानी m 1 है इसलिए sin 3 pi बाय 2 बाय sin 3 pi बाय 2 N प्लस 1 है कृपया ध्यान दें कि m 0 के बराबर है प्लस माइनस pi बाय 2 मिनिमा नहीं देता क्योंकि ये भी बहुत अधिक हो जाते हैं तो यह I0 1बाय sin 3 pi 2 N प्लस 1 है बड़े N के लिए आमतौर पर कितना बड़ा है यदि N 8 से अधिक या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि sin 3 pi 2 N प्लस 1 यानी sin का आर्गुमेंट बहुत छोटा है इसलिए इसे कोण द्वारा ही अनुमानित किया जा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह लगभग I नॉट 1 बाय 3 pi बाय 2 N प्लस 1 है तो यह इतना हो जाता है इसका मतलब है कृपया इस आरेख को देखें कि यह यह मान है और हम इस मान को जानते हैं तो आइए F की माइनर लोब की तुलना F मेजर लोब अधिकतम I0 N प्लस 1 इनटू 2 बाय 3 pi बाय I0 N प्लस 1 बाय 3 pi करें यह 2 बाय 3 pi के बराबर है और यह मान तो यह सामान्य है यह एक सच्चाई है कि कोई भी यूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे में पहला साइड लोब केवल माइनस 135 dB मैन लोब के नीचे है यह किसी भी व्यावहारिक कार्य में एक गंभीर समस्या है किसी भी तरह से आप इन से बच नहीं सकते हैं इसलिए यूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे को सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि व्यावहारिक मामलों में कम से कम माइनस 30 dB साइड लोब नीचे होना चाहिए यदि यह अधिक है तो बेहतर है लेकिन किसी भी रडार या अन्य प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए कम से कम माइनस 30 dB नीचे आवश्यक है इसलिए यूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे उस बीम को नहीं रख सकते हैं और यही कारण है कि लोगों के पास नॉनयूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे और अन्य चीजें हैं लेकिन यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यह प्रकृति का एक नियम है जिसे आप नहीं तोड़ सकते हैं और यह लीनियर अरे में एलिमेंट्स की संख्या से स्वतंत्र है तो बशर्ते N कम से कम 8 है जो विशिष्ट है इसलिए यदि N 8 से अधिक है तब भी यदि आप अधिक से अधिक अर्रेस को पंप करते हैं तो आप साइड लोब को नीचे नहीं रख सकते हैं हम देखेंगे कि यदि आप अरे की लंबाई को बढ़ाते हैं तो आपकी मुख्य बीम बहुत संकरी होगी इसका मतलब है मैन लोब में आपके पास बीम की चौड़ाई कम हो रही है कुछ भी नहीं होगा लेकिन साइड लोब आप और अधिक वास्तव में नीचे नहीं डाल सकते हैं और नल कहां हैं नल को ढूंढना आसान है क्योंकि यदि आप वास्तविक फंक्शन देखते हैं इसलिए जब भी यह pi जैसा कुछ देगा या एकाधिक होगा pi का इवन मल्टीप्ल नहीं होगा तो कभी भी 0 बाय 0 का मामला नहीं आएगा तो उस पर आधारित क्या नल्स हैं पैटर्न अरे N के नल्स प्लस 1 प्लस u0 बाय 2 प्लस माइनस k pi है जहां k विषम सम संख्या है तो मैन लोब नल्स N प्लस 1 u प्लस u0 बाय 2 होता है और प्लस माइनस pi के बराबर है U के एक फंक्शन के रूप में अरे पैटर्न दोहराता है आप अरे पैटर्न देख सकते हैं तो अरे पैटर्न u एक्सिस के साथ हर 2 pi इकाइयों पर दोहराता है यदि आप u प्लस 2 pi यहाँ रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि पूरी बात दोहराई जा रही है और हम अब ध्यान दें कि u क्या हैं आपने u ऐसा होने का परिचय दिया है अब cos psi जो केवल cos psi को ले सकती है sin theta cos phi के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यह 1 ज़्यादा से ज़्यादा प्लस 1 या माइनस 1 का मान ले सकता है इसका मतलब है भौतिक स्थान के अनुरूप u की सीमा क्योंकि यह psi या यह theta phi वास्तविक है इसका अर्थ है यह वास्तविक है इसका अर्थ है यह भौतिक है तो दृश्यमान क्षेत्र मैं कह सकता हूं कि u माइनस k0d से प्लस k0d तक विस्तारित होगा क्योंकि cos phi माइनस 1 से प्लस 1 है यह भौतिक स्थान है कि इसका मतलब है u लंबे समय तक रूप में एक भौतिक मूल्य के रूप में है भौतिक स्थान के अनुरूप u की सीमा को दृश्य क्षेत्र कहा जाता है लेकिन वास्तव में प्रत्येक 2 pi के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और वास्तव में ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा आप विभिन्न एंटीना अरे एंटीना के प्रदर्शन को बदल सकते हैं यदि आप अदृश्य डोमेन में जाते हैं वास्तव में यह वह तरीका है जिसके द्वारा एंटीना रिएक्टिव इम्पीडेन्स अरे एंटीना को बदला जा सकता है यह एक दिलचस्प कहानी है सौभाग्य से BTech के बाद मुझे इस बात से परिचित कराया गया थापास होने के बाद यह मेरा पहला पेशेवर काम था और हमारा वहां से एक प्रकाशन है लेकिन यह दृश्य क्षेत्र इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां हम दृश्य क्षेत्र बना रहे हैं दृश्यमान स्थान इस आकृति में k0d से माइनस k0d है जो कि यह मान है तो हम भी अभ्यास में केवल 1 मैन लोब की आवश्यकता होती है भौतिक अंतरिक्ष में अगर 1 से अधिक आता है इसका मतलब है कि इस अंतरिक्ष में इसका मतलब है कि इस मुख्य बीम से दूसरे बीम तक के बजाय यहां से यहां तक इसका मतलब है कि आप देखते हैं कि यह एक और बीम है यदि कुछ अरे डिज़ाइन द्वारा इसे बदला जा सकता है और इस स्थान पर आ सकता है तो दृश्य अंतरिक्ष में एक से अधिक मुख्य बीम होंगे उस समय उसे ग्रेटिंग लोब कहा जाएगा इसलिए यदि एक से अधिक मैन लोब दृश्य स्थान में आते हैं तो उन्हें ग्रेटिंग लोब कहा जाता है ग्रोटिंग लोब से बचने के लिए हम रिक्ति को इतना छोटा चुनते हैं ताकि कुल क्षेत्र 2 pi d लैम्ब्डा नॉट हो तो वह क्षेत्र प्लस माइनस d बाय लैम्ब्डा नॉट u के दोनों तरफ u0के दोनों बराबर है और मैन लोब शामिल नहीं है तो यह रिक्ति द्वारा किया जाता है इसका मतलब है कि यदि आप रिक्ति को बड़ा करते हैं तो आप बच सकते हैं या आप ग्रेटिंग लोब को दृश्य क्षेत्र में आमंत्रित कर सकते हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि गेन को हासिल करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं दरअसल इस यूनिफ़ॉर्म लीनियर अरे के दो विशेष मामले हैं मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमने दो एलिमेंट् अरे के लिए तस्वीर दिखाई है एक को ब्रोडसाइड अरे कहा जाएगा जहां एंटीना के मेजर लोब्स पीक्सके रेडिएशन धुरी के परपेंडिकुलर है और दूसरा एंड फायर अरे है जहां अधिकतम रेडिएशन या एक मैन लोब धुरी के साथ है इसलिए हम उन्हें एक एक करके देखेंगे ब्रोडसाइड अरे और लॉन्ग साइडएंड फायर अरे हालांकि टर्म्स राडार से आते हैं इस बार यह बताया गया कि आर्टिलरी क्या है इसलिए ब्रोडसाइड एंड फायरइन सभी को फायरिंग से पहले संरेखित कर दिया इससे टर्म्सआ गईं धन्यवाद